नमस्ते दोस्तों हम विंग लोडिंग पर अपना व्याख्यान जारी रख रहे हैं हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की या किस परिमाण की विंग लोडिंग हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम विभिन्न मिशन आवश्यकताओं को पूरा कर सके आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि लिफ्ट की मात्रा विंग क्षेत्रफल के लिए आनुपातिक होगी लिफ्ट की मात्रा उस गति के भी समानुपाती होगी जिसके साथ विंग उड़ रहे है घनत्व और एंगल ऑफ अटैक के अलावा जब हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि इसमें अपेक्षित वेग या गति है तो हम थ्रस्ट से वेट अनुपात के संदर्भ में सोचते हैं आखिरकार थ्रस्ट एक बल है जो आपको ऐक्सेलरेशन देगा और इसलिए गति भी आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह किसी दिए गए वेट के लिए अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए कितना लिफ्ट उत्पन्न कर सकता है हम उस क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं यही कारण है कि हम वेट और विंग क्षेत्रफल के बीच अनुपात के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह विंग लोडिंग है हमने मुख्य रूप से क्रूज़ और लोएटर के लिए विंग लोडिंग का पहला अनावरण पूरा कर लिया है हालांकि हमने टेकऑफ़ के बारे में कुछ बातें करी है लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था हम टेकऑफ़ के बारे में बात करेंगे थोड़ा और विस्तार से टेकऑफ़ के लिए विंग लोडिंग आवश्यकता क्या है इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हमें उच्च लिफ्ट उपकरणों को भी समझने की आवश्यकता है जो कि CLmax को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और ऐसे उच्च लिफ्ट उपकरणों का चयन डिजाइनिंग और विमान प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस निरन्तरता में हम टर्न रेट्स के बारे में भी बात कर रहे थे और हमने इंस्टैंटेनियस टर्न रेट्स और सस्टेंड टर्न रेट्स के बारे में चर्चा की थी जब भी आप मुड़ रहे होते हैं आप कैसे मुड़ते हैं मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूं अगर मैं मुड़ना चाहता हूं तो मुझे बैंक होना होगा और मुझे उस विशेष टर्न रेट को प्राप्त करने के लिए उस सेंट्रिपेटल ऐक्सेलरेशन को उत्पन्न करने के लिए उस लिफ्ट बल का उपयोग करना होगा जब भी आप टर्न रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कृपया V n आरेख लोड फैक्टर और गति आरेख को दोबारा देखें यह कुछ इस तरह है और यह बिंदु कॉर्नर गति है जो उस गति से मेल खाती है जब CL CLmax है n nmax है वह गति है जिसकी जरूरत है यदि आप किसी दी गई विशेष गति पर लोड फैक्टर का लाभ उठाना चाहते हैं यदि आप इस गति को बनाए नहीं रखते हैं तो आपको यह nmax नहीं मिलेगा या आप उस प्रकार की ऐक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने दिमाग में रखें अब इंस्टैंटेनियस टर्न रेट में क्या होता है हम बात कर रहे हैं कि मैं इस तरह से जा रहा हूं और मैं मुड़ रहा हूं लेकिन मैं इस बारे में परेशान नहीं हूं कि क्या गति कम हो रही है या क्या यह ऊंचाई खो रहा है तो यह ऐसा कर सकता है लेकिन सस्टेंड टर्न रेट में हम चाहते हैं कि गति स्थिर बनी रहे यह महत्वपूर्ण क्यों है अगर मैं कॉर्नर गति का लाभ उठाना चाहता हूं तो मुझे कॉर्नर गति बनाए रखने की आवश्यकता है मान लीजिए कि मैं मुड़ रहा हूं और मैं थ्रॉटल और सभी को नहीं छू रहा हूं तो ड्रैग बढ़ जाएगा क्योंकि मैं इंस्टैंटेनियस टर्न लेने जा रहा हूं तो यह गति को कम कर देगा जिस क्षण यह गति कम हो जाती है और आप यहां नहीं हैं इसलिए आप सक्षम नहीं हैं कॉर्नर गति का लाभ उठाने के लिए और जब आप किसी लड़ाई डॉगफाइट या किसी विमान का पीछा कर रहे हों और एक युद्ध के लिए जा रहे हो मान लीजिए आप एक टर्न ले रहे हैं और आपकी गति कम हो रही है और ऊँचाई खो रहे है तो आप वंचित स्थिति में हैं तो सस्टेंड टर्न रेट महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप हवा में लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं अगर मुझे इंस्टैंटेनियस टर्न रेट याद है हमने देखा है कि WS qCLmaxn और हमने पता किया था L nW 12V2SCLmax nW जो भी CLmax संभव है और वहां से मैं WS का पता लगा सकता हूं लेकिन इस का ध्यान रखें कि यह CLmax वो CLmax नहीं है जब आप टेकऑफ़ या लैंडिंग करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सामान्य विमान के लिए विचार देने के लिए जब आप मुड़ रहे हैं आप किसी भी फ्लैप का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह ड्रैग को बहुत ज्यादा बड़ा देता है लेकिन लड़ाकू विमान के लिए जहां फ्लैप भी लगाए जाते हैं ताकि आम CLmax की तुलना में कुछ अधिक CLmax प्राप्त हो सके और सिंगल ट्रेलिंग एज फ्लैप के साथ आप CLmax लगभग 06 से 08 तक ले सकते हैं और एक जटिल हवाई जहाज के गणना के लिए CLmax 10 से 15 ले सकते है लेकिन इस तरह के मैन्यूवर के लिए बहुत ज्यादा TW की जरूरत है इसलिए यहां से हम सस्टेंड टर्न रेट पर आना चाहते हैं कृपया यह समझें कि अगर मुझे सस्टेंड टर्न रेट पर मुड़ना है तो उस क्षण मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मैं ऊंचाई को ना खो दूं और न ही गति कम हो इसका मतलब है कि थ्रस्ट को सस्टेंड टर्न रेट के दौरान एक जरूरी भूमिका निभानी पड़ेगी यह एक हवाई लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण है और अब में यह देखने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या मतलब है आपको पता है कि आपको उतनी लिफ्ट पैदा करनी होगी ताकि आपको एक ख़ास लोड फैक्टर मिल जाए और उस पर निर्भर करते हुए कि आप क्या कर रहे हैं यह 4 से 6g या 8g हो सकता है तो यहाँ से मैं n को लिख सकता हूँ n TWLD अब अगर आप ऐसे मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि n nmax के बराबर हो क्योंकि आप कुछ यहाँ कॉर्नर गति पर हैं यह nmax है और यह इसके साथ वाली गति है इसलिए nmax होगा nmax TWmaxLDmax हम LDmax जानते हैं हम इसके बराबर CLCDmax से भी परिचित है और यह CL को CDOK मान देता है इसलिए CL CDOK and K 1eAR इसलिए CL eARCDO कृपया यह समझें कि हम लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन जो समीकरण मैं यहां लिख रहा हूं ड्रैग पोलर वे सबसोनिक गति के लिए हैं और वे लड़ाई आमतौर पर सोनिक गति से कम गति पर लड़ी जाती है शायद 280 मीटर प्रति सेकंड के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर प्रति सेकंड आपको वास्तव में विंड टनल परीक्षण करने होंगे और उन ड्रैग पोलर को सही सही पाना होगा तो यह कुछ समस्या है और WS qCLn qeARCDOn यहाँ q फ्री स्ट्रीम डायनेमिक प्रेशर है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपको बड़े n की जरूरत होगी आपकी विंग लोडिंग की आवश्यकता कम होती जाएगी जो कि सही है क्योंकि कम होने का मतलब है कि आपको बड़े क्षेत्रफल की जरुरत है इसीलिए ज्यादा लिफ्ट भी आएगी लेकिन फिर आपकी थ्रस्ट बाधा भी आएगी क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल का मतलब है ज्यादा ड्रैग तो यह भी एक समस्या है इसलिए आप पाएंगे कि max का मान बहुत कम आता है और भले ही यह संभव हो या नहीं मुझे इसे रोकना पड़ेगा या मुझे गैर रैखिक तरीके से TW को बढ़ाना पड़ेगा कुछ लोकल सुपरचार्जर आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल करके या मैं कुछ पैसे खर्च कर सकता हूं भले ही यह कम दक्ष होगा लेकिन कम से कम यह अच्छा प्रदर्शन देगा इसलिए यह सभी प्रश्न पूछे जाएंगे जब आप इन अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे इसे देखने का एक और तरीका है और वह ज्यादा वास्तविक है और इसका पालन भी हो रहा है इसलिए जब मैं सस्टेंड टर्न रेट कहता हूं मैं थ्रस्ट को ड्रैग के बराबर मान रहा हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि गति कम हो क्योंकि तब मैं एक निर्धारित कॉर्नर गति पर नहीं उड़ पाऊंगा और अगर मैं निर्धारित कॉर्नर गति पर नहीं उड़ पाता तो मैं nmax और CLmax का लाभ नहीं उठा पाऊंगा इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं लिखता हूं T qSCDO n2W2qSARe और आप जानते हैं कि ये कहां से आया है यह हिस्सा आप आसानी से पा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं L 𝑛𝑊 और ड्रैग का यह हिस्सा 𝐾CL2 है इसलिए आपको स्थानापन्न करने पर यह अभीव्यक्ति मिल जाएगी तो मुझे मिलता है TW qCDOWS WS यह WS में क्वॉड्रेटिक बन जाता है तो हम इसे हल करते हैं हम पाएंगे कि WS TW 2 2n2qARe यहां से इस अभिव्यक्ति को आपको खुद प्राप्त करना चाहिए आप देख सकते हैं कि यह WS में क्वॉड्रेटिक है तो आप WS पा सकते हैं और ये 2 रूट्स हैं यहाँ पर यह जरूरी है कि चाहे विंग लोडिंग कुछ भी हो इस अभिव्यक्ति का सही मतलब निकालने के लिए आपको TW इस प्रकार चुनना होगा कि TW 2nCDOARe B2 − 4𝐴𝐶 0 यह आपको एक परिस्थिति देता है कि चाहे जो भी विंग लोडिंग हो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि TW 2nCDOARe सिर्फ आपको इस संख्या की एक समझ देने के लिए आप हमेशा देख सकते हैं कि अगर n 2 है तो यह मान 2 गुणा 2 होगा चलिए कहते हैं कि CD का मान 002 है जिसे भाग किया गया है π 314 एस्पेक्ट रेशो e से और यहां मे e का मान 06 ले रहा हूं तो यह मुझे एक मोटा विचार देगा कि चाहे विंग लोडिंग कुछ भी हो एक दिए गए लोड फैक्टर के लिए कितने न्यूनतम TW की आवश्यकता है इसीलिए जो भी विंग लोडिंग आप कर रहे हैं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि TW इस परिस्थिति को n के अलग अलग मान के लिए पूरा करें इसलिए जब आप डिजाइन कर रहे हों तो आपको इसे सुनिश्चित करना होगा और डिजाइन के चरण पर आपको CDO AR और e के वास्तविक मान लेने चाहिए और यह आपको सांख्यिकीय डेटा से प्राप्त होता है और अगर आप थोड़े ज्यादा एंगल ऑफ अटैक पर उड़ रहे हैं तो फिर अन्य गणना के लिए जो भी आपने e का मान लिया है उसे तीस प्रतिशत कम कर दें यह एक अच्छा दिशानिर्देश है जब आप प्रशन हल कर रहे होंगे तो आप इन अवधारणाओं का उपयोग करेंगे जहां कहीं भी इनकी आवश्यकता है ताकि आपको पता चल सके कि हम उन सभी बातों का संश्लेषण कैसे करने जा रहे हैं लेकिन जब तक आपको यह समझ में न आए संश्लेषण बहुत कठिन हो जाता है इसीलिए मैं इस पर इतना समय दे रहा हूं मेरे एक दोस्त ने शिकायत की थी कि आप व्याख्यान दिए जा रहे हैं पर आप संश्लेषण कब करने वाले हैं और मेरे लिए उत्तर बहुत ही सरल था कि किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए जाने से पहले आपको घर में पर्याप्त प्रशिक्षण करना होता है आपको प्रशिक्षण के वक़्त पसीना बहाना होता है ताकि आप प्रदर्शन के वक़्त मुस्कुरा सकें और मेरा मानना है कि युवाओं को इसी तरीके का पालन करना चाहिए और मे उसी ओर योगदान देने कि कोशिश कर रहा हूं अब हम क्लाइंब रेट या क्लाइंब और ग्लाइड रेट को दोबारा देखेंगे जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तो 2 चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं एक है कि क्लाइंब कोण क्या है और दूसरा क्लाइंब की रेट है मान लीजिए कि यह V गति से क्लाइंब कर रहा है तो हमे पता है कि Vsin क्लाइंब की रेट है हम आपके साथ विमानन अधिकारियों जैसे FAA ESA या DGCA हो सकती हैं इनके द्वारा दी गई विभिन्न मूल्यों को साझा करेंगे जब आपको यह बातें स्पष्ट हो और उससे पहले कि आप डिजाइन के लिए जाएं हम उन सभी विशिष्टताओं पर भी एक व्याख्यान करेंगे वह जरूरी है क्योंकि जब तक आप उन विनियामक विशिष्टताओं का पालन नहीं करेंगे तब तक आपको प्रमाण पत्र या एयरवर्थनेस का प्रमाण पत्र या सुरक्षा का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हम उन सब पर भी जाएँगे जब यह सारी बुनियादी बातें स्पष्ट हो जाएं यहां पर एक और शब्द इस्तेमाल में आ रहा है हम यह क्लाइंब ग्रेडिएंट पाएंगे अगर मैं क्लाइंब के लिए लिखता हूं T D Wsin 0 एक स्थिर क्लाइंब के लिए और आपके पास है sin T DW Climb Gradient अब आप समझते हैं कि sin का मतलब क्या है जहां फ्लाइट पाथ कोण है अब अगर मैं इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करता हूं तो मैं लिख सकता हूं TW DW G तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं लिख सकता हूं DW qSCDO qSCL2AReW इसलिए DW qCDOWS WS1qARe मैं बार बार यह दोहराता हूं कि इस अभिव्यक्ति को खुद प्राप्त करें और अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो कृपया फोरम में लिख दे तो DW को मेने WS का उपयोग करके व्यक्त किया है तो अब मैं इस समीकरण पर वापस जाता हूं और DW अभिव्यक्ति को यहां प्रतिस्थापित करता हू और कुछ पुनर्विन्यास करता हूं और WS अभिव्यक्ति का पता लगाता हूं WS G G2 2qARe अगर आप इस अभिव्यक्ति को दोबारा देखते हैं तो WS का वास्तविक मूल्य होने के लिए इस डिस्क्रिमीनांट को 0 से अधिक या उसके बराबर होना होगा अन्यथा मूल्य अवास्तविक और काल्पनिक हो जाएगा तो आप क्या करते हैं आपको क्या परिस्थिति मिलती है जो कि एक डिजाइनर के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी होगी तो इससे आपको पता चलता है कि TW G 2CDOARe यहां आपको क्या संदेश मिलता है यह मत भूलिए कि आप क्लाइंब के बारे में बात कर रहे हैं और क्लाइंब का मतलब है G तो एक दिए गए G के लिए जो भी क्लाइंब रेट आपको चाहिए उस संख्या को यहां पर डाल दें ऐरोडायनिमिक्स को डाल दें तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि TW इस परिस्थिति का पालन करें उदाहरण के लिए अगर आप अधिक जानना चाहते हैं कि TW क्या होगा चलिए क्लाइंब कोण के लिए कहते हैं कि हमे 10 डिग्री चाहिए तो G का मान sin 10 है और चलिए कहते हैं कि वह मान लगभग 10 बटा 57 है या मोटे तौर पर 1 बटा 6 जो कि 016 है तो उस मान को आपको यहां डालना होगा एरोडायनामिक डेरिवेटिव और उनके मान को यहां डाल दें CDO AR 8 या 7 है e 07 हो सकता है और pi आपको पता है तो हमे एक परिस्थिति मिलेगी कि कितने TW की आवश्यकता होगी ताकि हम कलाइंब रेट प्राप्त कर सके जो कि G के मान द्वारा दी गई है यदि मैं ग्लाइडिंग के बारे में जानकारी को बढ़ाना चाहता हूं तो जब मे ग्लाइडिंग कर रहा हूं इसका मतलब है कि कोई थ्रस्ट नहीं है इसलिए उस अभिव्यक्ति में जो भी मैंने लिखा है TW को 0 के बराबर रख दे तो उस अभिव्यक्ति से आपको मिलेगा कि ग्लाइडिंग के लिए किस तरह की WS की जरूरत होती है ग्लाइडिंग के लिए आप TW को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि ग्लाइडिंग के दौरान कोई थ्रस्ट नहीं होता है तो आप पिछले अभिव्यक्ति का उपयोग WS का पता लगाने के लिए कर सकते हैं और अधिकतम सीलिंग आप जानते हैं कि यह वह सीलिंग है जिस पर अधिकतम क्लाइंब रेट 0 होती है लेकिन हम आम तौर पर सर्विस सीलिंग के साथ काम करते हैं सर्विस सीलिंग के लिए अधिकतम क्लाइंब रेट सौ फीट प्रति मिनट होती है तो आप इसे उचित मात्रक में बदल देते हैं और फिर G को 0 के बराबर रख देते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट सीलिंग पर क्लाइंब रेट 0 होगा तो फिर एब्सोल्यूट सीलिंग के लिए G को 0 के बराबर रख दे और फिर आप अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं अब आप उस स्थिति के लिए TW डाल सकते हैं क्योंकि यह वेट और थ्रस्ट का मान उस ऊंचाई के लिए होगा तो आप वह डाल देते हैं उस अभिव्यक्ति में एब्सोल्यूट सीलिंग के लिए G 0 के बराबर है क्योंकि G 0 के बराबर मतलब क्लाइंब रेट 0 है लेकिन अगर आप सर्विस सीलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप उसी अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं आप मुझे उस अभिव्यक्ति को दोबारा लिखने दें ताकि आप इसे समझ पाए तो अब मैं दोहराता हूं यदि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि ग्लाइडिंग के लिए विंग लोडिंग क्या है तो मैं इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि ग्लाइडिंग के लिए TW 0 है क्योंकि मैं थ्रस्ट नहीं लगा रहा हूं हम उस WS की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं इस अभिव्यक्ति में TW को 0 के बराबर रखके अब यदि आप सीलिंग के लिए जाना चाहते हैं चलिए मान लेते हैं कि क्लाइंब रेट 100 फीट प्रति मिनट है यहां मे सर्विस सीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं फिर मुझे G के बराबर मान का पता लगाना पड़ेगा G क्या है G वर्टिकल गति और हॉरिजॉन्टल गति का अनुपात है अगर आप देखते हैं कि यह V है और यह है तो यह Vsin है और tan वर्टिकल गति बटा हॉरिजॉन्टल गति है और आप यह भी देख सकते हैं कि sin वर्टिकल गति बटा कुल गति है और G क्या है G कुछ भी नहीं बल्कि यह Vv है Vv क्लाइंब रेट है तो आप क्या करते हैं यदि मैं सौ फीट प्रति मिनट के साथ सर्विस सीलिंग के लिए जा रहा हूं तो मैं उस सौ फीट प्रति मिनट को वर्टिकल वेग में बदल देता हूं जो कि आपका क्लाइंब रेट है और मुझे पता है कि किस गति से में इसे भाग करूं कि मुझे sin का मान मिल जाए जो कि G का मान है में उसे यहां डाल देता हूं और TW क्या है स्थानीय स्थिति के लिए मैं उसे यहां डाल देता हूं और फिर मुझे सर्विस सीलिंग के लिए WS मिल जाता है जिस भी परिमाण का आप चाहें क्योंकि याद रखें कि सर्विस सीलिंग वह ऊंचाई है जहां पर क्लाइंब रेट सौ फीट प्रति मिनट हो जाती है तो उस ऊंचाई वाले भाग को स्थानीय TW परिस्थितियो द्वारा संभाला जाता है और CDO द्वारा भी क्योंकि रेनॉल्ड्स संख्या अलग होगी तो इस अभिव्यक्ति में ये सारी चीजें शामिल होंगी आपको इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा और सही विंग लोडिंग मान को प्राप्त करना होगा और एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि यह CDO महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मैंने सोचा कि ख़तम करने से पहले एक विशिष्ट दृष्टिकोण से मे आपको थोड़ा और बताऊंगा जब आप एक ट्विन इंजन वाले विमान को डिजाइन कर रहे होते हैं तो यह संभव है कि एक इंजन खराब हो जाए लेकिन रडर के मदद से आप याॅ मोमेंट को नियंत्रित कर पाएंगे लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निर्धारित क्लाइंब रेट है भले ही एक इंजन खराब हो जाएं लैंडिंग गियर अगर बाहर है तो इसके साथ भी एक निर्धारित क्लाइंब रेट है क्योंकि लैंडिंग गियर जब बाहर होगा तो ड्रैग में वृद्धि होगी तो वह क्लाइंब रेट को बदल देगा क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइंब रेट आवश्यक पावर है और जो भी पावर उपलब्ध हो यह अतिरिक्त पावर है तो जैसे ही लैंडिंग गियर बाहर आता है ड्रैग बढ़ जाता है वह क्या है जिससे ड्रैग बड़ा जब लैंडिंग गियर बाहर आता है तो CDO का मान भी बडेगा जब आप क्लाइंब कर रहे हैं और अगर मैं फ्लैप लगा रहा हूं जो कि यह लैंडिंग गियर है फ्लैप के साथ CDO भी बढ़ेगा मैं इस वृद्धि की तुलना एक साफ विमान के साथ कर रहा हूं तो जब आप विंड लोडिंग और बाकी सब का पता लगा रहे हैं हमें CDO का मान बहुत सावधानी से लेना होगा और उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं टेकऑफ के वक्त फ्लैप सेटिंग के लिए ये अस्थायी संख्या हैं CDO 002 से बढ़ जाता है और e 5 प्रतिशत से कम हो जाता है और फ्लैप सेटिंग के साथ लैंडिंग के वक्त यह अधिकतम है क्योंकि आप ड्रैग भी बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय हम हैरान नहीं होंगे अगर CDO का परिमाण 005 से 007 तक बड़ जाता है और e 10 प्रतिशत से कम हो जाता है तो ये 005 से 007 हैं ये कुछ संख्याएं हैं जो डिजाइनर को पता होनी चाहिए ताकि वैचारिक डिजाइन के वक़्त वह इनका ध्यान रखें आमतौर पर जहां पर आप लैंडिंग गियर को बाहर निकाल रहे हैं वहां पर वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर है मान लीजिए कि मेरे पास एक साफ विमान है जिसका CDO 002 है और जब मे एक बार लैंडिंग गियर को बाहर निकालता हूं तो CDO 002 से बढ़ सकता है जो कि असल में पर्याप्त हैं इसलिए कॉन्फ़िगर करने से पहले यह चीजें हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना होगा ये व्याख्यान आपको बताने के लिए हैं कि एक डिजाइनर को किन चीज़ों के लिए देखना चाहिए जब वह कुछ बुनियादी मापदंडों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और वे कुछ प्रणाली के लिए कैसे संवेदनशील हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है आप ज्यादातर मामलों में विमानों के लैंडिंग गियर को नहीं हटा सकते हैं लेकिन जब आप वास्तव में एक हवाई जहाज के लिए किसी समस्या को हल कर रहे होंगे हम देखेंगे कि यह कितना बढ़ गया है हो सकता है कि हम मानक डेटा का उपयोग कर रहे होंगे हो सकता है कि मैं हंसा 3 विमान के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग करूंगा तो वह चीज़ें आएंगी इस समझ के साथ हमें पूरे मामले के अध्ययन को भी तैयार करना होगा